हमने जॉब्स इवोल्यूशन के बारे में पहले के मॉड्यूल में चर्चा की है और फिर ट्रे निंग नीड की पहचान करने के उद्देश्य से जॉब्स इवोल्यूशन कैसे किया जा सकता है क्योंकि किसी भी संगठन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वह यह है कि जब उन्हें पूरे साल के लिए प्रशिक्षण कैलेंडर तय करना होता है तो प्रशिक्षण की जरूरतों को कैसे पहचाना जाए और यहां इस विशेष मॉड्यूल में फिर ट्रे निंग नीड की पहचान करने के लिए एक और तरीका है जो परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए है और जिस पर हम चर्चा करेंगे इसलिए मैंने पिछले मॉड्यूल के बारे में चर्चा की है जब भी हम जॉब्स इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं जॉब्स इवोल्यूशन एक विशेष जॉब्स का इवोल्यूशन होता है और किसी व्यक्ति का नहीं लेकिन जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में बात करते हैं तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जिसे किसी व्यक्ति का इवोल्यूशन किया जाना है उदाहरण के लिए जब हम एकेडमिक इंस्टीट्यूट में फैकल्टीज के बारे में बात करते हैं मेरे अनुसार पांच स्तंभ हैं जिनके आधार पर फैकल्टी का परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाएगा यह टी चिंग ट्रे निंग एमबीपी इंडस्ट्री कनेक्ट और ट्रे निंग के बारे में है फिर रिसर्च प्रोजेक्ट और परामर्श और एडमिनिस्ट्रेशन हैं तो टी चिंग ट्रे निंग रिसर्च प्रोजेक्ट और परामर्श और एडमिनिस्ट्रेशन ये 5 स्तंभ हैं और इन विशेष स्तंभों पर यह है कि किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन एक फैकल्टी का है और इन 5 प्रमुख स्तंभ में डाइमेंशन अलग है तो उन डाइमेंशन का इवोल्यूशन किया जाएगा अब उदाहरण के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है और यह कैसे करना है और परफॉर्मेंस अप्रेजल में सामान्य तरीके क्या हैं इस पर हम चर्चा करेंगे और अगर बल्लारपुर इंडस्ट्रीज की तरह हमने देखा है कि वेटेज के कुछ बिंदु हैं और यदि कुल लक्ष्य कुल स्कोर या कुल वेटेज किसी विशेष कर्मचारी का नहीं है तो हमें यह पहचानना होगा कि कर्मचारी की कमी कहां है यदि कर्मचारी को किसी विशेष ज्ञान स्तर या विशेष स्किल लेवल या किसी विशेष व्यवहार स्तर की कमी है तो हम उन विशेष अंतरालों की पहचान कर सकते हैं और फिर हम उसे प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं तो यह परफॉर्मेंस अप्रेजल की मदद से कर सकते हैं तो एक परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल वह कदम है जहां मैनेजमेंट यह पता लगाता है कि कर्मचारी को काम पर रखने में यह कितना प्रभावी है इसलिए यह एक तरीका है जिसमें जब हम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो मैनेजमेंट इसका उपयोग कैसे करता है यह मूल रूप से खतरा नहीं होना चाहिए परफॉर्मेंस अप्रेजल एक खतरा नहीं है यह सुविधा है यह एक समर्थन है और अंतराल की पहचान कैसे करें जहां एक कर्मचारीसुधार कर सकता है जहां पर एक कर्मचारी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है या जहां वह पर परफॉर्मेंस करने में सक्षम नहीं है इसलिए यदि यह किसी विशेष स्थान पर कर्मचारी को काम पर रखता है और रखता है तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के दौरान किसी को पारस्परिक गतिशीलता के मामले में बहुत अच्छा पाया जाता है यदि वह पारस्परिक गतिशीलता में बहुत अच्छा है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को ऐसी जॉब्स की देखभाल करने में सक्षम होगा जहां आंतरिक और बाहरी हितधारकों के साथ अधिक से अधिक इंटरैक्शन की आवश्यकता होती है परफॉर्मेंस अप्रेजल कार्य के व्यवहार और कर्मचारी की क्षमता दोनों के इवोल्यूशन का एक सिस्टमैटिक और उद्देश्यपूर्ण तरीका है इसलिए जब हम किसी विशेष व्यक्ति का इवोल्यूशन कर रहे हैं तो एक तरफ यह बिहेवियर के पहलू को भी बना रहा है कि क्या बिहेवियर उत्कृष्ट है या आवश्यक है कनफ्लिक्ट मैनेजमेंट में उसे सुविधा प्रदान करने के लिये स्ट्रेस मैनेजमेंट इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट की आवश्यकता है स्पिरिचुअलिटी डेवलपमेंट की आवश्यकता है और फिर एक साथ काम टेक्निकल जॉब्स के लिये दक्षता की आवश्यकता है इसलिए जहां कहीं भी कर्मचारी की आवश्यकता है और हम इसे बढ़ा सकते हैं तो व्यक्ति को परफॉर्मेंस अप्रेजल में कैसे और कहाँ को रखा जाना है और जहां व्यक्ति को प्रशिक्षण की आवश्यकता है इससे संबंधित बिहेवियर के मामले में या कर्मचारी के परफॉर्मेंस में वृद्धि की आवश्यकता है परफॉर्मेंस अप्रेजल की परिभाषा में पर्सनालिटी और कंट्रीब्यूशन का इवोल्यूशन करने के लिए उपयोग की जाने वाली सभी औपचारिक प्रक्रियाएं शामिल हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में औपचारिक प्रक्रिया की आवश्यकता क्यों है प्रक्रिया को एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिक तरीके से पहचान करने के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल की आवश्यकता होती है इसलिए कर्मचारी जानता है कि उसे कैसे इवोल्यूशन किया जाएगा कर्मचारी को बाईं ओर के कॉलम पर भी पता चल जाएगा कि उससे क्या उम्मीदें हैं बेंचमार्किंग प्रैक्टिस क्या हैं और इसके अनुसार वह उन विशेष पर्सनालिटी को डेवलप करेगा और उस विशेष जॉब्स के लिए कंट्रीब्यूशन देगा इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि औपचारिक प्रक्रिया होनी चाहिए अनौपचारिक प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए अनौपचारिक प्रक्रियाएं कई बार गलती से हो सकती हैं पर जानबूझकर नहीं हो सकती हैं और पूर्वाग्रह और पक्षपात का कारण बन सकती हैंi इसलिए इवोल्यूशन की एक साइंटिफिक सिस्टमैटिक औपचारिक प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है कर्मचारियों पर सही और वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी को सुरक्षित करना एक सतत प्रक्रिया है अब अगर यह एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है तो क्या होगा विषय वस्तु अधिक होगी व्यक्ति अपनी अनुभूति के आधार पर उस व्यक्ति को स्पष्ट करेगा बातचीत के सीमित समय पर उस व्यक्ति को अवगत कराएगा तो इनसे बचने के लिए एक सुरक्षित जानकारी की आवश्यकता है सुरक्षित जानकारी का अर्थ है वह जानकारी जो समर्थन में है जो सिद्ध है जो दस्तावेज है और फिर कर्मचारियों पर सही और वस्तुनिष्ठ निर्णय कर रही है और उन विशेष परिणामों के आधार पर कि हम सही और वस्तुनिष्ठ निर्णय कर सकते हैं या वे किए जा सकते हैं लेकिन अगर यह एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है तो संभावनाएं हो सकती हैं दू सरों को पहचानने में त्रुटियां हो सकती हैं दू सरों को पहचानने में शॉर्टकट ज जिंग हो सकता है या हेलो इफेक्ट हो सकता है यदिहेलो इफेक्ट होता है तो ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं कि व्यक्ति को ठीक से नहीं आंका जा सकता है या एक समानता प्रभाव है या इसके विपरीत हैI फिर उस मामले में सही ऑब्जेक्टिव बेस्ड अप्रेजल की संभावना नहीं हो सकती है तो सही ऑब्जेक्टिव बेस्ड अप्रेजल करने के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया की आवश्यकता है यह कर्मचारियों के परफॉर्मेंस अप्रेजल उनके साथ सूचना साझा करने और उनके परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के तरीकों की खोज करने की एक प्रक्रिया है इसलिए पहले यह कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट था लेकिन अब नहीं है अब यहाँ इवोल्यूशन का क्या किया गया है वह जानकारी स्वयं कर्मचारियोंके साथ और उनके परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के तरीकों के साथ साझा की जाएगी हमें उनके साथ क्यों साझा करना है इसलिए चर्चा हो सकती है उदाहरण के लिए एक कर्मचारी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है लेकिन अगर उसके साथ चर्चा नहीं की गई है तो क्या होगा यह एकतरफा निर्णय लिया जाएगा वह यह है कि उनके परफॉर्मेंस में कमी है लेकिन इसका कारण संगठन भी हो सकते हैI संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है और फिर यह ज्ञात होना है सरल उदाहरण के लिए अप्रूवल की प्रक्रिया में देरी है यदि कर्मचारी इंतजार कर रहा हैI अप्रूवल की प्रतीक्षा की जा रही है और जब तक अप्रूवल नहीं होता है तब तक वह परफॉर्मेंस नहीं कर सकता है यदि यह एक स्थिति है तो आवश्यकता होगी कि मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि सिस्टम में टेक्नोलॉजी का परिचय होना चाहिए ताकि प्रक्रिया तेज हो सके यह तेज हो सकती है अगर उस स्थिति में कर्मचारियों का इवोल्यूशन होगा परफॉर्मेंस अप्रेजल के उद्देश्य क्या हैं अब यहां आप पहली और महत्वपूर्ण बात यह देखते हैं कि जब भी हम कर्मचारी के पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण परिणाम है क्योंकि जब तक पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक संगठन का डेवलपमेंट नहीं हो सकता संगठन को यह समझना होगा कि क्या वे अपने कर्मचारियों के परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें अलग अलग तरीकों से उनका समर्थन करना होगा ताकि वह कार्य हो सके जो वह कर रहा है और वे जड़ हैं और उन्होंने एक विशेष समर्थन दिया है और फिर जिसके परिणामस्वरूप पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट किस प्रकार का होना है यह जानकारी परफॉर्मेंस अप्रेजल से आएगी और प्रशिक्षक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए इस विशेष जानकारी का उपयोग करेगा दू सरा है कंपनसेशन के फैसले जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि जॉब्स इवोल्यूशन में हम समझते हैं कि हीरआर्की में जॉब्स कितनी महत्वपूर्ण है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जहां जॉब्स कायम है और अगर जॉब्स हायर लेवल पर है तो कंपनसेशन अधिक होना चाहिए इसलिए जब हम कंपनसेशन की इक्विटी के बारे में बात कर रहे हैं और जब अप्रेजल के दौरान कर्मचारी का यह परफॉर्मेंस है और यह वेतन है यदि परफॉर्मेंस उच्च है तो निश्चित रूप से वेतन भी उच्च होना है इसलिए इस मामले में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब भी हम कंपनसेशन के फैसले के बारे में बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि कर्मचारियों के परफॉर्मेंस का लेवल क्या है और इन लेवल का निर्धारण इवोल्यूशन के आधार पर किया जाएगा चाहे यह लो है या मॉडरेट है या यह हाय है इसलिए इस मामले में कंपनसेशन डिसीजंस से परफॉर्मेंस अप्रेजल में मदद मिलेगी यही वह कंपनसेशन डिसीजंस होंगे और यह कंपनसेशन डिसीजंस डेवलपमेंट के मामले में कर्मचारी को एक प्रकार का सहयोग है और डेवलपमेंट का मतलब प्रशिक्षण के माध्यम से है तब प्रमोशन के फैसले होते हैं इसलिए हीरआर्की में स्वयं एक कर्मचारी का डेवलपमेंट जो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के आधार पर निर्भर करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट में यदि कर्मचारी उस विशेष अर्थ को विकसित करने में सक्षम है तो यह है कि इन प्रकार के डेवलपमेंट संभव है और प्रमोशन कैसे होनी है प्रमोशन प्रदान की जानी है इसलिए ये सभी निर्णय विशेष परफॉर्मेंस के आधार पर होंगे तथा विशेष रूप से इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए अब महत्वपूर्ण यह है कि यह अप्रेजल हमें अंतर प्रदान करेगा और यदि अंतर है तो हम ट्रे निंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को डिजाइन कर सकते हैं इसलिए जब हम ट्रे निंग नीड और एसेसमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो कई संगठन ने इन परफॉर्मेंस अप्रेजल का उपयोग यह पहचानने के लिए किया है कि किस प्रकार के ट्रे निंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के डेटा को संरचित किया जाना है और ज्यादातर समय यह कर्मचारी के साथ भी चर्चा की गई है यह है कि क्या वह विशेषरूप से उसके साथ चर्चा कर रहा है और परफॉर्मेंस अप्रेजल के आधार पर इस अंतर को देखा गया है क्या आप सहमत हैं इसलिए कभी कभी वह सहमत हो सकता है कभी कभी वह कह सकता है नहीं" मैं सक्षम नहीं हूं यह संगठन के xyz कारणों की वजह से हो सकता है जो मैं वितरित नहीं कर सका तो फिर वह चर्चा होगी और उसके आधार पर ट्रे निंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स तैयार किए जाएंगे और स्वाभाविक रूप से कर्मचारी को प्रतिक्रिया दी जाएगी कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां अंतर है और उसे विकसित करने की आवश्यकता है तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के उद्देश्यों में से एक को डिजाइन करना और डेवलप करना और पता लगाना है कि कर्मचारी को ट्रे निंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की आवश्यकता कहां है और एंप्लाइ को किस प्रकार के ट्रे निंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की आवश्यकता है अब इस एनालिसिस जॉब्स इवोल्यूशन के मामले में हमने ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस पर्सन एनालिसिस और टास्क एनालिसिस के बारे में बात की है इवोल्यूशन के मामले में हम इंडिविजुअल टीम और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे यह ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल किस तरह की टीम है तो अगर वहां पर चैंपियन हैं एचआर चैंपियन असाधारण कलाकार हैं यदि असाधारण कलाकार हैं तो उस स्थिति में हमें उनके पिछले प्रयासों की पहचान होगी उसके आधार पर हम कहते हैं कि हाँ वहां एक चैंपियन है वह अपनी जॉब्स को अच्छी तरह से जानता है और अगर यह काम किया जाना है तो केवल एक्स ही वह व्यक्ति है जो इस विशेष कार्य को कर सकता है और यह पिछले प्रयासों की व्यक्तिगत मान्यता के बारे में है जो कि डेवलपमेंट आवश्यकता को जानता है अब यह न केवल मान्यता है बल्कि भविष्य के लिए भी है कि किस प्रकार के डेवलपमेंट की आवश्यकता है फिर हम इस बारे में बात करेंगे कि टीम क्या है अब हर व्यक्ति का परफॉर्मेंस जैसा कि मैंने संगठन में उल्लेख किया है दू सरों के परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है इसे अन्य कर्मचारियों के साथ जोड़ रहा है यदि अन्य कर्मचारियों के साथ जुड़ने में आसानी होती है तो यह एक समूह नहीं है यह एक टीम है सदस्यों के बीच एक समन्वय है सदस्यों के बीच एक तालमेल है और फिर उस स्थिति में हम देखेंगे कि यह एक टीम है और फिर उद्देश्य के साथ प्रयासों का एलाइनमेंट करना और सभी सामान्य उद्देश्यों और लक्ष्यों की दिशा में काम कर रहे हैं और उसके बाद परफॉर्मेंस किया जाएगा दू सरी तरफ टीम के सदस्यों के लिए प्रेरणा है इसलिए आईटी इंडस्ट्रीज में विशेष जैसे अप्रेजल प्रोजेक्ट का काम है प्रोजेक्ट का काम टीम के सदस्यों को प्रेरणा प्रदान करेगा क्योंकि वे एलाइनमेंट बना रहे हैं वे एक काम कर रहे हैं और इवोल्यूशन में उन्हें पता चला है कि वे कहाँ अच्छे हैं जहाँ वे बुरे हैं उनकी ताकत क्या है उनकी कमजोरियाँ क्या हैं और इसके आधार पर वे तय करेंगे कि वे कैसे काम कर रहे हैं और फिर वे प्रेरित होंगे तो इवोल्यूशन भी प्रेरणा के मामले में और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को डेवलप करने के मामले में मदद करता है इसके बाद संगठन है संगठन केवल ट्रे निंग और डेवलपमेंट के माध्यम से मानव पूंजी सेवाओं का डेवलपमेंट है इसलिए संगठन में ये व्यक्तिजो वहां हैं और फिर वे डेवलप होते हैं तो आपको एक टीम मिली टीमों को डेवलप किया गया यदि टीमों को डेवलप किया जाता है तो संगठन के लिए मानव पूंजी बनाई जाती है और यह रिसोर्सेज का सबसे अच्छा उपयोग कर रही है यदि रिसोर्सेज का सबसे अच्छा उपयोग होता है तो संगठन उसी के अनुसार काम करेगा तो सवाल उठता है कि ट्रे निंग और डेवलपमेंट के लिए परफॉर्मेंस की किस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता है तो यह ट्रेट बेस्ड पर आधारित होगा परफॉर्में अप्रेजल प्रपत्र को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना है कि यह किस प्रकार का एटीट्यूड है किस प्रकार की इनीशिएटिव है किस प्रकार की क्रिएटिविटी को डिजाइन किया गया है यदि एटीट्यूड और इनीशिएटिव है अगर एटीट्यूड में कोई अंतर है तो इसे टीम ओरियंटेशन की तरह बनाया गया है टीम ओरियंटेशन एटीट्यूड एक है तो निश्चित रूप से के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम हम उस प्रकार का एटीट्यूड बना सकते हैं यही ट्रेट बेस्ड डेवलप किया जा सकता है कुछ कर्मचारी अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वे अपनी तरफ से इनीशिएटिव नहीं लेते हैं इन को पहचानना है प्रशिक्षित करना हैI ऐसे गेम्स जिनमें आपको खुद को डेवलप करना है आपको इनीशिएटिव करनी होगी कई बार यह इनीशिएटिव करने के लिए अनकहा है लेकिन यह अपेक्षित है लेकिन यह हमेशा नहीं बताया जाता है यही इसकी खूबसूरती है और इसलिए कई मालिक अपने अधीनस्थों से खुश नहीं हैं क्योंकि वे इनीशिएटिव नहीं ले रहे हैंi वे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं अधीनस्थ समझते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूं लेकिन फिर क्या कारण है कि मुझे सराहना नहीं मिली कारण यह है कि पर्यवेक्षक की अपेक्षा इनीशिएटिव की है और इसलिए यह आपको सूचित किया जाना है और फिर इस प्रकार की इनीशिएटिव अपेक्षित है क्योंकि इनीशिएटिव कई बार अपेक्षा से अधिक होती है और फिर जो लोग अधिक देने में सक्षम हैं तो निश्चित रूप से उस मामले में वे इनीशिएटिव करेंगे लेकिन जो लोग काम देना चाहते हैं या जो समान रूप से काम देना चाहते हैं तो उस मामले में वे इनीशिएटिव नहीं करेंगे और इसलिए यह इवोल्यूशन जानकारी प्रदान करेगा कि चूंकि यह बहुत ही दिलचस्प बिंदु है और इसे सीखना है हमारे कार्यस्थल पर हम इनीशिएटिव करने वाले हैं और आसपास से पहलें इनीशिएटिव कैसे करें क्या इनीशिएटिव करें यह किस प्रकार की समस्या है ठीक है मुझे इस विशेष समस्या को हल करना चाहिए और फिर उस इनीशिएटिव की आवश्यकता है तीसरे प्रकार की जानकारी क्रिएटिविटी जो बहुत महत्वपूर्ण है यही है क्या कोई क्रिएटिविटी है या नहीं यदि क्रिएटिविटी है तो निश्चित रूप से व्यक्ति सक्षम है और बेहतर तरीके से उसे मूल्यांकित किया गया है यह विशेष गुण तब बिहेवियर बेस्ड होगा बिहेवियर बेस्ड क्या है मौखिक अनुनय i इसलिए अगर कोई गैप है और फिर आप पाते हैं कि मालिकों को प्रशिक्षित किया जाना है यही है मौखिक अनुनय कैसे करते हैं यह नकारात्मक नहीं होना चाहिए यह सकारात्मक होना चाहिए एक सकारात्मक तरीके से अगर श्रेष्ठ वे अपने अधीनस्थों को प्रशिक्षित करने में सक्षम हैं तो वह मौखिक अनुनय होगा फिर प्रतिक्रिया की समयबद्धता यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो भी अप्रेजल की व्यक्तिगत जानकारी है उसे 6 महीने बाद फिर से संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए जब अगले अप्रेजल शुरू होने की संभावना होगी इसलिए प्रतिक्रिया की समयबद्धता है अन्यथा कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि व्यक्ति को समय पर संचार नहीं किया जाता है तो कोई बदलाव नहीं होगा और इसके परिणामस्वरूप प्रतिक्रिया की समयबद्धता कर्मचारी से संवाद करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं यह वह समय है जब आपको इस पर सुधार करना चाहिए तीसरा यह कि निर्णय लेना क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल भी मदद कर रहा है कि किस प्रकार की निर्णय लेने की शैली है और अगर उचित निर्णय लेने की शैली है तो निश्चित रूप से वे परफॉर्मेंस करने में सक्षम होंगे रिजल्ट बेस्ड क्या होगा रिजल्ट बेस्ड बिक्री की जाएगी बिक्री से तात्पर्य है कि जो भी काम किया गया है वह है तो उसके अनुसार उसे सही ग्राहक को बेचा जाएगा ग्राहकों की संतुष्टि होगी और लागत में कमी होगी क्योंकि मौखिक अनुनय लक्षण विकसित है बिहेवियर एक सकारात्मक बिहेवियर की तरह हो एटीट्यूड वहां है सहायक बिहेवियर और जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक संतुष्ट होंगे और वहां होगा लागत में कमी इसके आधार पर आप पाएंगे कि हम समय समय पर व्यक्तिगत परफॉर्मेंस की जानकारी के लिए जा सकते हैंi अब आप पाएंगे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होना चाहिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मैं क्या कर सकता हूं एक कर्मचारी क्या हासिल कर सकता है वह कैसे कंट्रीब्यूशन कर सकता है और उसके लिए स्टैंडर्ड्स को कम्युनिकेट करना है यह बहुत महत्वपूर्ण है हालांकि असफल नहीं है लेकिन कम उद्देश्य अपराध है और यह है कि जीवन में बहुत उच्च उद्देश्य कैसे रखा जाए कार्यस्थल पर कैसे कोई व्यक्ति सबसे अच्छा कर सकता है और वह व्यक्ति जो बहुत सही समय बहुत ही सही प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है वह विशेष है प्रक्रिया उसे पालन करना चाहिए उसके बिहेवियर में इन गैप्स के कारण उसकी कमी है ये गैप्स विशेषता हैं इसलिए उन विशिष्ट विशेषता और बिहेवियर बेस्ड गैप्स की पहचान करें और फिर मानकों का संचार करें और मेरा विश्वास करो कई बार लोग जागरूक नहीं होते हैं लोगों को पता नहीं है कि इस विशेष कार्य को करने के लिए उनके पास क्या विशेषता हैं या किसी विशेष कार्य को करने के लिए उनके पास किस प्रकार का व्यवहार है यह उनका स्वाभाविक व्यवहार है यह प्रशिक्षित व्यवहार नहीं है यह व्यवहार से मेल नहीं खाता है इसलिए कभी कभी यह परिणामों के साथ बेमेल है लेकिन अगर यह संचार किया गया है और उन्हें बताया गया है कि हाँ यह मानक है तो आप इन तरीकों से उस मानक को प्राप्त कर सकते हैं जो मूल रूप से एक प्रशिक्षण है और फिर उस स्थिति में व्यक्ति चमत्कारी परिणाम दे सकता है हमें वास्तविक परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड के बीच अंतर और इसके बीच की खाई का पता लगाना होगा इसलिए इस मामले में स्टैंडर्ड और वास्तविक परफॉर्मेंस में क्या अंतर है यदि मानक और वास्तविक परफॉर्मेंस के बीच एक अंतर है तो हम क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं और मानकों के साथ वास्तविक परफॉर्मेंस की तुलना कर सकते हैं और अप्रेजल की चर्चा कर सकते हैं कि यह अपेक्षित है यह गायब है और इसलिए उस मामले में यह किया जाना है और यदि आवश्यक हो तो एक प्रशिक्षण द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई करना है इसलिए प्रशिक्षण की आवश्यकता के आधार में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कर्मचारी वे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के बारे में जानते हैं और फिर यहाँ प्रस्तुत है यह पूरी तरह से अवास्तविक नहीं है यह यथार्थवादी होना चाहिए यह लचीला होना चाहिए लेकिन यह प्राप्त होना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये मानक प्राप्त करने योग्य मानक हैं ये अवास्तविक मानक नहीं हैं और इसलिए उस मामले में एक बार जब हम मानकों को तय करते हैं तो हम मानकों को संप्रेषित करते हैं हम एक्चुअल और परफॉर्मेंस की तुलना करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसमें अंतर है सुधारात्मक कार्रवाई प्रशिक्षण प्रदान करेगी और यह किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रशिक्षणकी जरूरतों की पहचान करने के लिए अद्भुत अवधारणा होगी अब यह ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए भी लागू हो सकता है टीम काम कर रही है और टीम मानक हैं टीम से संवाद करें टीम के एक्चुअल परफॉर्मेंस को मापें और फिर मानकों के साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस की तुलना करें और अप्रेजल पर चर्चा करें इसलिए उस स्थिति में कर्मचारियों को पता चल जाएगा कि उनके पास कहाँ कमी है और फिर इन विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आधार पर वे कहाँ विकसित हो सकते हैं अब मैं इस विशेष केस स्टडी का एक उदाहरण लेना चाहूंगा जो एलएंडटी में कर्मचारी परफॉर्मेंस अप्रेजल में सबसे अच्छा अभ्यास है जो कि एलएंडटी ने लिया है इंजी निय रिंग प्रमुख लार्सन एंड टु ब्रो ने एक कंबटेंसीज मैट्रिक्स विकसित किया है जो 73 कंबटेंसीज को सूचीबद्ध करता है जो अपने कर्मचारी के परफॉर्मेंस और केज के डेवलपमेंट की जरूरतों को मापने के लिए मैनेजरियल लेवल्स में भिन्न होते हैं और 73 कंबटेंसीज की यह सूची उस जॉब्स के इवोल्यूशन के आधार पर किसी विशेष जॉब्स से जो भी अपेक्षाएं होती है उस आधार पर होती है जिस कार्य को इस विशेष स्थिति के आधार पर किया जाना है और फिर वे 73 कंबटेंसीज की इन प्रविष्टियों को प्राप्त कर रहे हैं विकसित किया गया है प्रत्येक सूचीबद्ध योग्यता में संबंधित ज्ञान स्किल और विशेषताएँ हैं जैसा कि मैंने ट्रेट बेस्ड का उल्लेख किया है और फिर ये मूलमंत्र हैं यही ज्ञान और स्किल और अटरीब्यूट्स हैं यदि आप परफॉर्मेंस अप्रेजल को मापना चाहते हैं तो पहचानें कि कर्मचारी के पास उस विषयस्तर का ज्ञान है या नहीं वह विषय स्किल है या नहीं और वह विषय विशेषता है या नहीं कंपनी सूचीबद्ध कर्मचारियों और शून्य पर कार्यात्मक मैनेजरियल और बिहेवियर स्किल गैप्स पर हरएक कर्मचारियों को नियुक्त करती है इसलिए जो कुछ भी कंपनी ने किया है वह सूचीबद्ध दक्षताओं पर अलग अलग तात्पर्य है और फिर वे जो भी कार्यात्मक मैनेजरियल और बिहेवियर स्किल गैप्स है उन पर बना रहे हैं इसलिए यदि कोई कार्यात्मक गैप है तो कार्यात्मक प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा यदि कोई मैनेजरियल गैप है तो मैनेजरियल प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है और बिहेवियर स्किल गैप है उस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तो बाद में कस्टमाइज्ड रेनफोर्समेंटप्रदान किया जाता है वह यह है कि सभी 3 या उनमें से कोई भी जब भी कोई कमी होगी तो कस्टमाइज्ड रेनफोर्समेंटहोगा जो प्रदान किया जाएगा इसके अलावा जब एक ओर मैट्रिक्स बिजनेस स्ट्रेटजी से जुड़ा होता है और दू सरी ओर प्रशिक्षण की जरूरत होती है तो रणनीतिक जरूरतें कंपनी की डेवलपमेंट नीतियों को आगे बढ़ाती हैं इसलिए इस विशेष मैट्रिक्स को जो व्यापार रणनीतियों से जोड़ा गया है यह महत्वपूर्ण है मैंने इन पर्सनैलिटी ट्रेट अटरीब्यूट्स को व्यापार रणनीतियों के साथ जोड़ने विशेष संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ व्यक्तिगत लक्ष्यों व्यवसाय रणनीतियों के साथ जुड़ने के बारे में बात की है दोनों को जोड़ा जाना है एक ओर प्रशिक्षण और दू सरी ओर प्रशिक्षण की जरूरत है तो लेकिन एक अंतर है अंतर वास्तविक अपेक्षा में है वास्तविक और जो कुछ भी अपेक्षा है और अगर यह विशेष अंतर है तो यह अन्य रणनीतिक जरूरतों पर प्रशिक्षण की जरूरतों की पहचान करेगा जरूरतों को वहां होना चाहिए इसलिए इस प्रशिक्षण की सभी जरूरतों को इस विशेष आधार पर पहचानना चाहिए जो भी व्यापारिक रणनीति और जो मैट्रिक्स बनाया जाता है मैट्रिक्स कॉम्पिटेसी और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बीच का संबंध है और वे कंपनी की डेवलपमेंट नीतियों को चलाएंगे जो कि ये हैं जिन क्षेत्रों में हमारी कमी है वहां हमें सुधार करने की आवश्यकता है री लर्निंग री स्के लिंग की प्रक्रिया को आसान बनाना है इसलिए जब भी गैप होता है और री लर्निंग की आवश्यकता होती है तब प्रशिक्षण की जरूरत को पहचानना होगा और फिर सीखना और फिर से री स्के लिंग करना होगा और कर्मचारियों के समय की अवधि के साथ और फिर से वे होंगे खुद को डेवलप करने के लिए प्रेरित और तदनुसार वे डेवलपमेंट करेंगे जैपनीज व्हाइट गुड्स मेजर ने केआरए द्वारा संचालित एक परफारमेंस एसेसमेंट सिस्टम विकसित की है प्रमुख परिणाम क्षेत्र हैं इसलिए कुछ संगठनोंमें परफॉर्मेंस अप्रेजल की पारंपरिक शैली नहीं बल्कि इसके बजाय कि वे विशिष्ट केआरए के लिए जा रहे हैं जो कि प्रमुख परिणाम क्षेत्र हैं और फिर वे पहचान करेंगे कि वे एंपलॉयर में ये सर्वोत्तम अभ्यास कैसे कर रहे हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल I केआरए परफॉर्मेंस वैश्विक व्यापार के प्रमुख परिणाम क्षेत्रों लक्ष्य व्यवसाय परफॉर्मेंस लक्ष्य व्यवसाय परिभाषित समय सीमा के साथ कार्यात्मक और व्यवहार वाले लोगों का वर्णन करते हैं और वर्ष की शुरुआत में कर्मचारी और उनके प्रबंधक द्वारा संयुक्त रूप से तय किए जाते हैं इसलिए इन केआरए प्रमुख परिणाम क्षेत्रों ताकि बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा यही होगा जो भी लक्ष्य व्यवसाय जो भी कार्यात्मक और जो भी व्यवहार है ये 3 पहलू हैं और वे मेल खा रहे हैं या वे मेल नहीं खा रहे हैं यदि वे वर्ष की शुरुआत में कर्मचारियों और उनके प्रबंधक द्वारा मिलान नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ट्यू निंग कार्यक्रम के लिए सुझाव होंगे यह एक लिखित प्रारूप का उपयोग करके एक संरचित व्यायाम है इन केआरए का उपयोग तब कर्मचारी की प्रगति करने के लिए किया जाता है और परिणाम के आधार पर कंपनी रेलीवेंट ट्रे निंग इनपुट की मदद से प्रदर्शन गैप्स को प्लग करने का निर्णय लेती है इसलिए उस विशेष इनकेआरए में यदि कोई उचित मिलान नहीं है तो यह मैट्रिक्स है तो वे कर्मचारी की प्रगति का नक्शा बनाते थे और परिणामों के आधार पर कंपनी रेलीवेंट ट्रे निंग इनपुट की मदद से प्रदर्शन गैप्स को प्लग करने का निर्णय की आवश्यकता है और यदि रेलीवेंट ट्रे निंग इनपुट प्रदान किए जाते हैं तो उस स्थिति में निश्चित रूप से गैप्स पूरा हो जाएगा इन केआरए को प्राप्त किया जाएगा इस योग्यता मै पिंग के आधार पर प्रमुख परिणाम क्षेत्रों को प्राप्त किया जाएगा जो कि योग्यताएं हैं और ये केआरए हैं और फिर यदि केआरए और योग्यता मै पिंग मिलान कर रहे हैं तो परिणाम होंगे तब नेशनल पैनासोनिक ने अपने कर्मचारियों को फिर से काम पर रखने के लिए इस प्रक्रिया पर बहुत जोर दिया क्योंकि यह महँगी मिडकॉयर हायर के लिए चुनने के बजाय अपनी खुद की लकड़ी उगाने में विश्वास करता है इसलिए वे क्या करते हैं ठीक है वे ट्रेनीज मैनेजमेंट ट्रेनीज को नियुक्त करते हैं और फिर अपने केआरए को विकसित करते हैं पहचानते हैं कि वे कहाँ हासिल करने में सक्षम हैं या नहीं यदि वे हासिल करने में सक्षम नहीं हैं तो वे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की उस विशेष शैली का निर्माण करते हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ वे उन केआरए को विकसित करने और अपने केआरए को मजबूत करने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनका समर्थन करते हैं और बेहतर प्रदर्शन होगा इसलिए आखिरकार हम किस बारे में बात करते हैं हम बात करते हैं वह है परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रशासनिक उपयोग होगा इससे कंपनी के परफॉर्मेंस और फीडबैक में अंतर आ जाएगा और कानूनी बचाव के लिए फीडबैक की आवश्यकता हो सकती है बोनस और योग्यता प्रणाली के निर्माण के लिए एक तर्कसंगत आधार अप्रेजल डाइमेंशन और स्टैंडर्ड रणनीतिक लक्ष्यों को लागू करने और परफॉर्मेंस की उम्मीदों को स्पष्ट करने में मदद कर सकते हैं तो ये परफॉर्मेंस अपेक्षाओं को स्पष्ट करेंगे और इसका उपयोग विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा डेवलपमेंट के उद्देश्य क्या होंगे इंडिविजुअल फीडबैक के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल का उपयोग किया जाएगा जो लोगों को उनकी गलतियों को सुधारने और उनकी अद्वितीय ताकत पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ने में मदद करता है परफॉर्मेंस के लेवल का एसेसमेंट्स और पुनर्गठन कर्मचारियों को अपने परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए प्रेरित करता है इसलिए यह डेवलपमेंट की प्रक्रिया होगी और जब हम उनकी गलतियों के बारे में बात कर रहे हैं तो अधिक अद्वितीय ताकत प्रशिक्षण कार्यक्रमो के माध्यम से परफॉर्मेंस स्तरों का पुनर्गठन हैं यहां प्रशिक्षण कार्यक्रमो की भूमिका है यदि आप उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करते हैं तो निश्चित रूप से वे व्यक्तियों जिन्हें अपने लक्ष्यों और लक्ष्यों की इस विशेष उपलब्धि की कमी है वे इस विशेष प्रक्रिया में जाएंगे और फिर कर्मचारियों को प्रेरित करेंगे उनके परफॉर्मेंस में सुधार जिसके परिणामस्वरूप उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाएगा इसलिए संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अप्रेजल किया जाता है और फिर अप्रेजल और लक्ष्यों अंतर की पहचान की जाती है इस विशेष अंतराल के साथ और फिर विशेष समर्थन प्रदान किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं सुधार क्षेत्रों को कर्मचारियों के लिए पहचाना जा सकता है और फिर इसका उपयोग प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन और प्रशिक्षण की जरूरतों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है मूल रूप से प्रशिक्षण की नीड एसेसमेंट्स परफॉर्मेंस अप्रेजल की मदद से किया जा सकता है तो यह सब परफॉर्मेंस अप्रेजल और प्रशिक्षण के अप्रेजल की नीड एसेसमेंट्स है